नमस्ते पिछले दो सत्रों में हम बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि बजट नियोजन के साथ साथ नियंत्रण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है सबसे पहले बजट आपके लक्ष्य के लिए एक बहुत अच्छे आधार का काम करता है लक्ष्य को विभाजित किया जाता है और एक मात्रात्मक उद्देश्य या वित्तीय उपाय के रूप में कहा जाता है फिर एक समग्र लक्ष्य को कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है इसलिए हम मास्टर बजट के आधार पर तैयारी करते हैंजिससे हमें बिक्री बजट मिलता है फिर हम प्रत्येक कार्य के लिए बजट पर जाते हैं और फिर प्रत्येक कार्यात्मक बजट एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से समन्वित होता है इसलिए पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि यदि स्टॉक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए बिक्री 24000 है तो हम उत्पादन के लिए जाते हैं उसके बाद उत्पादन के लिए जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार हम कच्चे माल की खरीद के लिए जाते हैं तो इसमें किसी भी संसाधन का अत्यधिक खर्च नहीं है इसलिए हमने यह देखने की कोशिश की है कि यह संसाधन का एक इष्टतम आवंटन है और प्रत्येक डिवीजन का कामकाज अच्छी तरह से समन्वित है जो बजट में हासिल किया गया है यह एक नियंत्रण उद्देश्य के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि एक बार वास्तविक तैयार होने के बाद हम बजट की वास्तविक के साथ तुलना करते हैं और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं मुझे आशा है कि आपको ये सभी बातें याद होंगी अब हम कार्यात्मक बजट में एक और चरण के लिए चलते हैं हम विभिन्न कार्यों के लिए बजट तैयार करते हैं इन सभी बजटों के आधार पर हम एक बजट तैयार करते हैं जिससे नकद बजट के रूप में जाना जाता है अब नकद बजट अगली तिमाही या अगले 6 महीने या अगले 1 साल में नकदी के लिए अनुमानित विवरण है अब नकद बजट के अनुसार हमें पता चलता है कि नकदी की उपलब्धता क्या रहने वाली है इसलिए अगर कोई अतिरिक्त नकदी है तो हम इसे बेकार रखने के बजाय एक उपयोगी तरीके से निवेश कर सकते हैं और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अगर नकदी की कमी है तो हम समय पर नकदी की व्यवस्था कर सकते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यदि आप समय पर व्यवस्था नहीं करते हैं तो अंतिम क्षण में कंपनी को एहसास होगा कि नकदी की कमी है और नकदी की कमी के कई नकारात्मक परिणाम हैं क्योंकि हम अपने आपूर्तिकर्ताओं या कर्मचारियों को समय पर भुगतान करने में विफल रहेंगे क्योंकि वे दुखी हो जाएंगे कंपनी के बारे में खराब नाम फैल जाएगा बदतर मामलों में ऐसे मामले भी होते हैं जहां कंपनी दिवालिया हो जाती है क्योंकि अगर वह समय पर लेनदारों या बैंकरों का भुगतान करने में विफल रहती है तो वे पक्ष कंपनी के खिलाफ अदालत में जाएंगे और ऐसे उदाहरण हैं जहां बहुत अच्छी कंपनियां खराब नकदी और कार्यशील पूँजी प्रबंधन के कारण दिवालिया हो गई हैं इसलिए कार्यात्मक बजट का एक हिस्सा है जिसे नकद बजट के रूप में जाना जाता है यह न केवल पूरे वर्ष के लिए आवश्यक नकद के वैज्ञानिक आकलन के आधार के रूप में कार्य करता है बल्कि महीने के अनुसार या तिमाही वारभी उसे तोड़ देता है ठीक है अब यह थोड़ा थकाऊ काम है मुश्किल नहीं है लेकिन आपको बहुत अधिक गणना करनी पड़ेगी क्योंकि प्रत्येक बजट को सम्मिलित कराना होगा हमें क्रेडिट लें लीजिए और मेरे साथ इसे पढ़ने की कोशिश करें अब वैभव लिमिटेड जो कि एक नई शुरुआत की गई कंपनी है वह जनवरी से नकद बजट तैयार करना चाहती है निम्नलिखित अनुमानित राजस्व और खर्चों से पहले 6 महीनों के लिए नकद बजट तैयार करें तो इन महीनों में से प्रत्येक के लिए बिक्री दी गई है जनवरी से जून तक सभी आंकड़े रुपये में हैं आप देख सकते हैं कि बिक्री धीरे धीरे 20000 से बढ़ रही है फिर 22 28 36 30 और 40 हो जाती है तो बिक्री लगातार बढ़ रही है सामग्री के लिए आवश्यकता 20 है फिर यह नीचे चली गई और फिर से यह बढ़ गई है इसलिए उन्होंने एक कच्चे माल की खपत का बजट तैयार किया होगा जो यहाँ पर दिया गया है फिर मजदूरी के लिए बजट जो कम या ज्यादा परंतु लगातार थोड़ा बढ़ा है फिर उत्पादन ओवरहेड्स जो फिर सेस्थिर हैं बिक्री और वितरण ओवरहेड्स दिए गए हैं तो सभी अनुमानित लाभ और हानि के आंकड़े उपलब्ध हैं अब कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है कि शुरुआत में 1 जनवरी को उनके पास 10000 का नकद शेष है नई मशीनरी को क्रेडिट पर 20000 में स्थापित किया गया है और जिसे मार्च और अप्रैल में दो किश्तों में चुकाना है बिक्री कमीशन एक महीने के भीतर भुगतान की जाने वाली कुल बिक्री का 5 प्रतिशत है फिर रुपये 10000 शेयर आवंटन की राशि है जो कि मार्च के महीने में प्राप्त हो सकती है तो मुझे आशा है कि आप शेयर शेयर जारी करती है तो इसके लिए आवेदन करके कई लोग शेयरों में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं फिर कंपनी उन्हें शेयर आवंटित करती है और अगली किश्त वे शेयर आवंटन के पैसे के रूप में भुगतान करते हैं इसलिए कंपनी के मार्च के महीने में शेयरधारकों से 10000 प्राप्त करने की संभावना है शेयर पूंजी के साथ वे शेयर प्रीमियम का भुगतान भी करेंगे इसलिए शेयर आवंटन के साथ 2000 की प्रीमियम राशि भी प्राप्त की जाएगी दूसरे शब्दों में हम मार्च के महीने में 10 प्लस 2 प्राप्त करेंगे जो कि 12000 है उसके बाद यह क्रेडिट अवधि बहुत महत्वपूर्ण हैं आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए क्रेडिट की अवधि 2 महीने है ग्राहकों को दिए गए क्रेडिट की अवधि 1 महीने है ओवरहेड्स के भुगतान में देरी 1 महीने है वेतन के भुगतान में देरी आधा महीना है नकदी बिक्री को कुल बिक्री का 50 प्रतिशत मान लें इसलिए बिक्री में से 50 प्रतिशत नकद 50 प्रतिशत क्रेडिट पर हैं अब इस जानकारी के साथ नकद बजट तैयार करने का प्रयास करें क्या आप तैयार हैं जैसा कि मैंने आपको बताया आपके पास एक प्रिंटआउट होना चाहिए इसमें ध्यान से प्रत्येक आइटम को चिह्नित करना होगा इसलिए दिए गए बिक्री और खर्चों में से कौन सी राशि देय है किस महीने में हमें गणना करनी होगी और फिर बजट बनाना होगा तो आपकी आसानी के लिए केवल आपको एक संरचना दिखाई है 6 महीने के लिए नकद बजट तैयार करें तो आपको 7 कॉलम बनाने की आवश्यकता होगी विवरण का और फिर जनवरी से जून तक बस आपको एक संकेत देने के लिए मैं आपको शुरुआत में एक प्रारंभिक शेष प्रदान करूंगा यह दिया गया था कि शुरुआती शेष 10000 हैं मेरे द्वारा गणना किए गए ये शेष अगले महीनों के लिए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी आवश्यकता है इसलिए मैं उन्हें छिपाऊंगा ठीक है लेकिन आपके पास जनवरी के लिए प्रारंभिक शेष राशि है जो दी गई है अब प्राप्तियों और खर्चों के लिए अनुमान लगाने पर जाएं और प्रत्येक उपलब्ध जानकारी के साथ आप नकद बजट को ठीक कर सकते हैं तो हमारे पास प्रारंभिक शेष राशि है अब जहां तक आय का संबंध है हमारी प्रमुख आय है जाहिर है बिक्री अब इससे हमें दो प्रकार की रसीदें मिलती हैं हमें नकद बिक्री मिली है जो बिक्री का 50 प्रतिशत है और शेष 50 प्रतिशत क्रेडिट बिक्री है ठीक है इसलिए हम यहां दो चीजों को जोड़ेंगे नकद बिक्री 50 प्रतिशत और देनदारों से संग्रहित किया जाने वाला पैसा है जो क्रेडिट बिक्री से आएगा यह अगली स्लाइड में आएगा क्योंकि वे विभिन्न महीनों में आएगा अब हम बिक्री पर जाते हैं बिक्री 20 22 28 और इतने पर हैं अब यदि आप अभी जनवरी में २०००० की बिक्री करते हैं तो आप इससे नकद कब प्राप्त करेंगे दिए गए आंकड़ों के अनुसार मान लें कि नकद बिक्री कुल बिक्री का 50 प्रतिशत है इसका मतलब है कि 20000 में से नकद बिक्री 10000 है जो आपको उसी महीने तत्काल मिल जाएगी और शेष 50 प्रतिशत जो 10000 है उसे क्रेडिट पर ग्राहकों को बेचा जाता है ग्राहक को दी जाने वाली क्रेडिट की अवधि 1 महीने है ठीक है तो 20 में से 50 प्रतिशत अर्थात 10 उसी महीने में प्राप्त होते हैं शेष 10 एक महीने के अंतराल के साथ प्राप्त किए जाएंगे इसलिए हम इसे क्रेडिट पर बेचेंगे हमें उस विशेष महीने में कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन हम इसे अगले महीने में प्राप्त कर लेंगे कुछ बुरे ऋण और आरडीडी इत्यादि हो सकते थे लेकिन केस में इस तरह की कोई जटिलता नहीं दी गई है बहुत ही सरल गणना है कुल बिक्री का 50 प्रतिशत नकद और शेष क्रेडिट पर बेचा जाएगा जो 1 महीने के बाद में प्राप्त होगी तो यह बहुत सरल है आप जानते हैं कि कुल बिक्री 20 है जिसमें से 50 प्रतिशत जो 10 है यहाँ आएगा ठीक है अब यह सब अपनी समझ के लिए करें मैं सिर्फ बिक्री को यहाँ लिख रहा हूँ आप इसे अभी मत लिखिए यह सिर्फ आपकी गणना के लिए है इसलिए मैंने आपकी बिक्री इस तरह लिखी है कि शर्तों के अनुसार 50 प्रतिशत उसी महीने में प्राप्त होगा शेष 50 प्रतिशत अगले महीने में प्राप्त होगा तो अब फ़रवरी के महीने में कितना होगा 11000 और शेष 11000 ग्राहकों से मार्च में प्राप्त किए जाएंगे इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे बहुत आसानी से समझ रहे हैं तो उसी प्रकार लिखते चले जाइए 18 उसी महीने में बाकी 18 अप्रैल महीने में 15 और 20 शेष 20 जुलाई में जाएंगे जिसके बारे में हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्या आप इसे समझ रहे हैं कृपया इसे मेरे साथ लिखिए केवल बैठिए मत और मामले को देखो मत तो यह नकद बिक्री और क्रेडिट बिक्री है अब क्या मैं इसे हटा दूं यह अब आवश्यक नहीं है मैं इसे आपकी समझ के लिए अलग अलग रंग में लिखूंगा बाद में इसे हटा देंगे यदि आप बहुत अधिक भ्रमित हो रहे हैं तो आप नीचे एक अलग वर्किंग नोट बना सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह 50 है 50 प्रतिशत आप सीधे कैश बजट में लिख सकते हैं अब क्या कोई अन्य रसीद है उत्तर हां है यहां पर शेयर आवंटन के साथ साथ शेयर प्रीमियम से कुछ धन प्राप्त होता है तो इस मामले पर जाएं कि कितना पैसा मिलने वाला है मार्च में शेयर आवंटन धन के रूप में 10000 के साथ 2000 प्रीमियम के प्राप्त होने वाले हैं इसलिए यह आवंटन केवल एक बार प्राप्त होने जा रहा है अर्थात मार्च महीने और आगे के सभी महीनों में ठीक है क्या कोई अन्य रसीद है मुझे लगता है कि कोई अन्य रसीद नहीं है लेकिन मशीनरी के साथ साथ कुछ अन्य भुगतान खर्च भी हैं तो आप भुगतान का कुल ले सकते हैं माफ कीजिएगा प्राप्तियो का तो अब यह 10000 प्लस 10000 हैं इसलिए कुल 20000 है फरवरी के महीने में आपको 39 कैसे मिले वास्तव में आप यह समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यह ए प्लस बी है ए अभी तक आपको ज्ञात नहीं है हम इसकी गणना करेंगे और फिर आपको पता चलेगा ठीक है तो मैं इस बिक्री को हटा दूंगा मुझे लगता है कि अब आपकोइसकी जरूरत नहीं है ठीक है अब भुगतान करने के लिए चलते हैं अब पहला भुगतान कौन सा है सामग्री तो आपको सभी महीनों के लिए सामग्री लागत दी गई है भुगतान की शर्तें कैसी हैं यह दिया गया है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई क्रेडिट की अवधि 2 महीने है तो जनवरी की 20 की खरीद का आपको जनवरी में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है आपको फरवरी में भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं है आप सीधे मार्च के महीने में इसका भुगतान कर सकते हैं ठीक है इसलिए यदि आप सामग्री लागत के लिए जाते हैं तो जनवरी में सामग्री भुगतान के लिए वहां एक पंक्ति जोड़े फरवरी में कोई भुगतान नहीं सीधे मार्च के महीने में 20000 लिखें इसलिए यदि आप यहां जाते हैं तो आपको 20 14 14 22 20 25 मिलते हैं इसलिए इनमें से केवल चार राशियों का भुगतान मार्च की शुरुआत में किया जाएगा मार्च अप्रैल मई और जून ठीक तो कृपया इसे अब यहाँ लिखें 20 14 14 22 ठीक समझ रहे हैं अब अगला मजदूरी है अब मजदूरी के लिए भुगतान की शर्तें क्या हैं सभी महीनों के लिए मजदूरी दी जाती है क्या आप उसी महीने में मजदूरी का भुगतान करते हैं उन्होंने दिया है कि मजदूरी के भुगतान में देरी आधा महीने है तो आप कैसे गणना करेंगे दूसरे शब्दों में मजदूरी का आधा भुगतान उसी महीने में किया जाएगा शेष आधा भुगतान अगले महीने में किया जाएगा तो जनवरी की 4000 में से 2000 का भुगतान जनवरी में किया जाएगा बाकी 2000 का भुगतानफरवरी में किया जाएगा और ऐसे ही किया जाएगा अब आपकी सरलता के लिए हमने यहाँ एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया है यदि आवश्यक हो तो आप भी एक वर्किंग नोट बना सकते हैं इसलिए मैंने मजदूरी लिखी है उसके बाद 50 प्रतिशत की गणना करें या ठीक उसी महीने उन्हें भुगतान कर दे शेष 50 का भुगतान अगले महीने में करें ठीक है तो इन सभी महीनों के लिए ये मजदूरी हैं जो 4000 से शुरू होती है 50 प्रतिशत उसी महीने में भुगतान करने होते हैं तो 2000 और शेष 50 प्रतिशत एक महीने के अंतराल पर भुगतान किए जाएंगे अर्थात अगले महीने ठीक है तो यह 4000 2000 और 2000 में टूट गया है 4400 2200 और 2200 में टूट गया है आधा अगले महीने में आधा इसी महीने में आधा इसी महीने में आधा अगले महीने में क्या आप समझ रहे हैं इसलिए अब कुल बनाइए इसलिए कुल मजदूरी का आंकड़ा मुझे लगता है कि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो मूल रूप से आपको 2000 और शून्य का कुल लेना होगा इसलिए यह 2000 हो जाएगा मैं सिर्फ इसकी नकल करूंगा ठीक है तो जनवरी के महीने में आप केवल आधी मजदूरी का भुगतान करते हैं और फरवरी के महीने से उसी महीने का आधा हिस्सा और अगले महीने का आधा हिस्सा देंगे ठीक है इसलिए कृपया मजदूरी से संबंधित आंकड़े यहां लिखें क्या आप इसे समझ पाने में सक्षम हैं तो इन सभी आंकड़ों की गणना यहां की जाती है अब अगला ओवरहेड्स हालांकि ओवरहेड भुगतान किए गए हैं ओवरहेड्स बहुत सरल है इसमें भुगतान में एक महीने की देरी होती है इसलिए इस महीने के ओवरहेड का भुगतान सीधे अगले महीने में किया जाता है तो जनवरी के पहले महीने में कुछ भी नहीं होगा आप फरवरी में जनवरी के ओवरहेड्स का भुगतान करेंगे तो आप बस अगले महीने इन सभी आंकड़ों को लिख सकते हैं तो पहले महीने जनवरी में डैश होगा और उसके बाद फरवरी के महीने से पिछले महीने के लिए ओवरहेड्स का भुगतान किया जाएगा अर्थात जनवरी का 4000 का भुगतान फरवरी में किया जाएगा 4200 का भुगतान मार्च में किया जाएगा और आगे इसी तरह किया जाएगा दोनों उत्पादन ओवरहेड्स और बिक्री एवं वितरण ओवरहेड्स दोनों को लिखने का यही समान तरीका है ठीक समझ रहे हैं मैं सिर्फ आंकड़े या शीर्षक को ठीक से लिखूंगा मुझे आशा है कि आप इसे मेरे साथ हल करने में सक्षम हैं इसलिए कुल ओवरहेड्स उत्पादन के साथ साथ बिक्री एवं वितरण ओवरहेड्स के यह आंकड़े हैं आप यहां जा सकते हैं और प्रत्येक महीने के लिए कुल ओवरहेड्स को स्थानांतरित किया जाता है और अगले महीने में भुगतान किया जाता है अब क्या कोई अन्य भुगतान शामिल है बस मामले को ध्यान से पढ़ें कुछ और भुगतान भी करने हैं जैसे मशीनरी के लिए और कमीशन के लिए भी भुगतान किया जाना है इसलिए कुल बिक्री पर 5 प्रतिशत बिक्री कमीशन को एक महीने के भीतर भुगतान किया जाना है इसलिए यदि आप बिक्री को देखते हैं जो कि जनवरी के लिए 10000 है तो आपको बिक्री कमीशन का भुगतान करना होगा इसलिए अगला भुगतान जो 5 प्रतिशत बिक्री कमीशन है यह कहा जाता है कि इसका भुगतान एक महीने के भीतर किया जाएगा इसका मतलब है यह एक महीने के अंतराल के साथ भुगतान किया जाना है न किउसी महीने में अर्थात अगले महीने में तो बिक्रीजो जनवरी के महीने में 20000 थी उस पर 5 प्रतिशत कमीशन केलगाए तो 20000का 5 प्रतिशत इसका मतलब है कि 1000 का भुगतान फरवरी के महीने में किया जाएगा इसलिए मैंने पहले ही यहां बता दिया है कि 5 प्रतिशत बिक्री कमीशन है और इसे अगले महीने में लिखिए तो जनवरी में डैश फरवरी में 1000 और आगे इसी तरह ठीक है तो इस बिक्री का आंकड़ा लें और इसका 5 प्रतिशत लेंक्या आप यह कर पा रहे हैं यदि आप बिक्री का आंकड़ा देखना चाहते हैं तो मैं इसे आपको दिखा सकता हूं ठीक बिक्री के प्रत्येक आंकड़े के लिए यह 5 प्रतिशत है कोई अन्य व्यय या भुगतान हाँ क्योंकि आपको मशीनरी की खरीद के लिए भी भुगतान करना है अब कितनी राशि है यह दिया जाता है कि कुल स्थापित मशीनरी 20000 है और इसे मार्च और अप्रैल में दो बराबर किस्तों में भुगतान किया जाना है तो मार्च के महीने में 10000 अप्रैल के महीने में 10000 यह कुल राशि है जो भुगतान की जानी है अब चूंकि सभी भुगतानो की जांच हो गई है क्या कोई अन्य भुगतान बाकी है लेकिन मुझे लगता है कि सभी भुगतान कर दिए गए हैं सभी भुगतानो का कुल ले लीजिए तो जनवरी में 2000 का ही भुगतान है अन्य महीनों में कुल 9200 39800 लेते हैं और आगे इसी तरह करेंगे क्या आप इसे समझ रहे हैं इसलिए आप महसूस कर सकते हैं कि ऋण की उपलब्धता के कारण जनवरी में भुगतान बहुत कम था मजदूरी का केवल आधा था फरवरी में भी यह कुछ अपेक्षाकृत कम था उनमें से कुछ परिचालन खर्च थे लेकिन मार्च से नकदी की बहुत अधिक आवश्यकता थी विशेष रूप से क्योंकि सामग्री का भुगतान 2 महीने के अंतराल के साथ किया जाना है हमें मशीनरी वगैरह के लिए भी भुगतान करना होगा इसलिए मार्च अप्रैल से कुल भुगतान फिर से अधिक था यह मई में थोड़ा कम था और जून के महीने में फिर से वृद्धि होगी अब नकदी की उपलब्धता को देखें सबसे पहले प्रत्येक महीने के लिए शेष राशि की गणना करें तो आप बैलेंस कैसे जानेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि आरंभिक बैलेंस 10 है जनवरी के महीने के लिए आप कुल उपलब्ध नकद 20 माइनस 2 ले सकते हैं इसलिए जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस 18 है क्लोजिंग बैलेंस फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा अब 18 प्लस 11 प्लस 10 इसलिए कुल 39 है फरवरी के लिए समापन शेष राशि की गणना करें जो 29800 है क्या आप समझ रहे हैं 39 माइनस सभी x कुल भुगतान जो 9200 है अब यह 29800 है देखिए कि नकदी की उपलब्धता में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है पहले यह 18 था फिर 29800 है जो मार्च के लिए शुरुआती शेष राशि बन जाएगा अब मार्च में कुल उपलब्ध नकदी 66800 माइनस भुगतान है तो शेष राशि अब 27 है आप देख सकते हैं कि मार्च की शुरुआत में उपलब्धता पहले से ही अधिक थी इसलिए हालांकि भुगतान की आवश्यकता में वृद्धि हुई है परंतु वे इसे आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं शेष राशि को पर्याप्त रूप से नीचे जाने की अनुमति दिए बिना इसलिए अब अप्रैल के लिए प्रारंभिक शेष राशि 27 है कुल योग 59 है भुगतान 34300 हैं इसलिए समापन शेष 24700 है अब 24700 लेने से ए और बी का कुल योग 57700 हो जाता है वास्तव में उपलब्धता थोड़ी कम हो गई है लेकिन क्योंकि भुगतान में भी गिरावट आई है इसलिए हाथ में शेष राशि में वृद्धि हुई है यह 33100 है इसे प्रारंभिक शेष के रूप में लीजिए तो अंतिम समापन शेष राशि अब 36000 है क्या आप इसे समझ पाने में सक्षम हैं तो इस तरह से नकद बजट तैयार किया जाता है आप महसूस करेंगे कि यह पहले के सभी बजटों पर आधारित है तो आपको अलग अलग कार्यात्मक बजट बनाने होंगे क्योंकि उन बजटों में विभिन्न भुगतान शामिल हैं और उनमें से कुछ आपको नकद देते हैं इसलिए पहले अन्य कार्यात्मक बजट बनाए जाते हैं और अंत में नकद बजट बनाया जाता है यह बजट विशेष रूप से नकदी प्रबंधन और कार्यशील पूंजी प्रबंधन के लिए विशेष रूप से वित्त के क्षेत्र में उपयोगी है इसलिए यह कंपनी के लिए नकदी की स्थिति का अनुमान लगाने और तदनुसार नकदी की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए एकवित्तीय कार्य के रूप में जाना जाता है अब यह बजट व्यायाम कंपनी के वित्तीय प्रबंधन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट बन जाता है तो इस के साथ यहाँ पर रुकेंगे धन्यवाद